तो हमने हीट और मास्स ट्रांसपोर्ट गुणांक को परिभाषित किया तो मान लीजिए कि यह एक सपाट प्लेट है मेरे पास एक सीमा परत है और तरल पदार्थ है जो वस्तु के ऊपर से बह रहा है h क्या है हीट ट्रांसपोर्ट तो यह फ्लक्स है जो dy द्वारा घटाकर kf dT है इसलिए यदि यह y दिशा है तो 0 के बराबर y पर मूल्यांकन किया जाता है तो यह हीट का प्रवाह है जिसे तापमान अंतर थोक तापमान अंतर से विभाजित इंटरफ़ेस पर सीमा पर ले जाया जाता है और इसी तरह कोई भी मास्स ट्रांसपोर्ट गुणांक को परिभाषित कर सकता है क्योंकि CA द्वारा विभाजित डिफ्यूजिविटी द्वारा गुणा किया जाता है अब सीमा परत क्या है इसके विवरण में थोड़ा और चलते हैं और इनमें से कुछ प्रक्रियाओं का वर्णन करते हैं और उन्हें मापने का प्रयास करते हैं ऐसा करने से पहले हमें कुछ प्रवाह गुणों को समझने की आवश्यकता है तो याद रखें कि एक तरल पदार्थ है जो इस वस्तु के ऊपर से बह रहा है इसलिए सीमा परत के अंदर कोई भी ट्रांसपोर्ट प्रोसेस प्रवाह की प्रकृति का एक मजबूत फंक्शन होने जा रहा है तो फ्लो प्रकार के दो वर्ग हैं जिन्हें लामिनार एंड टर्बूलेंट फ्लो कहा जाता है तो दो वर्ग हैं ये द्रव के प्रवाह की दो अलग अलग प्रकृति हैं लैमिनार प्रवाह में एक क्रमबद्ध प्रवाह होता है जहां चीजें प्रवाहित होती हैं और टर्बूलेंट फ्लो वह है जहां उतार चढ़ाव होते हैं और द्रव कणों का क्रॉस मिक्सिंग होता है और इसलिए कोई सुव्यवस्थित प्रवाह नहीं है तो लामिना का प्रवाह अनिवार्य रूप से एक सुव्यवस्थित प्रवाह है जबकि टर्बूलेंट शासन में द्रव कणों का जोरदार मिश्रण होता है तो कोई भी द्रव प्रवाह आपके पास लामिनार या टर्बूलेंट हो सकता है और कहीं बीच में संक्रमण क्षेत्र है तो अब वह लक्षणात्मक संख्या क्या है जो आपको बताती है कि यह लामिना या टर्बूलेंट हैं इसे रेनॉल्ड्स संख्या कहते हैं अब रेनॉल्ड्स संख्या क्या है एक फ्लैट प्लेट के लिए रेनॉल्ड्स संख्या सीमा क्या है जहां आपके पास लामिनार का प्रवाह होगा रेनॉल्ड्स संख्या तक प्रवाह लामिना क्या है 2100 जो कि किस सिस्टम के लिए है वह पाइप प्रवाह के लिए है यह पाइप नहीं है वह एक ट्यूब के माध्यम से प्रवाह के लिए है वह पाइप प्रवाह के लिए है यह फ्लैट प्लेट के लिए क्या है तो यह 10 पावर 5 है तो जिस लंबाई पर रेनॉल्ड्स संख्या 10 पावर 5 तक पहुँचती है वह लामिना प्रवाह व्यवस्था की सीमा है और टर्बूलेंट प्रवाह के लिए 10 पावर 5 से कम कुछ भी यह लैमिनार है तो ध्यान दें कि पाइप प्रवाह में आप पहले से ही विशेषता लंबाई के पैमाने का अध्ययन कर चुके हैं जो पाइप का व्यास है यहाँ विशेषता लंबाई पैमाना वह लंबाई है जिस तक प्लेट के अग्रणी किनारे हैं तो यदि आपके पास यहाँ एक प्लेट है यह x बराबर 0 है और यह x कुछ L के बराबर है तो प्रारंभिक बिंदु से स्थान की लंबाई यानी x प्लेट के 0 के बराबर है तो वह लंबाई पैमाना है जिसका उपयोग आपको इस रेनॉल्ड्स संख्या को परिभाषित करने के लिए करना चाहिए तो यह आपको बताता है कि इस प्लेट के साथ किस स्थान पर फ्लो लामिनार है और यह कौन सा स्थान टर्बूलेंट है तो 3 गुणा 10 पावर 6 जो कि टर्बूलेंट शासन है और बीच में कहीं भी मध्यवर्ती शासन कहलाता है तो यह न तो लामिना है और न ही टर्बूलेंट तो बीच में कहीं भी ट्रांजीशन शासन कहा जाता है तो आप यहाँ इस क्षेत्र में लामिनार और टर्बूलेंट फ्लो दोनों की विशेषताएं देख सकते हैं तो अब मान लीजिए कि मैं हीट ट्रांसपोर्ट गुणांक अभिव्यक्ति को देखता हूं अब क्या है हम ग्रेडिएंट के बारे में क्या कह सकते हैं तो जब आप फ्लैट प्लेट में जाते हैं तो आप ग्रेडिएंट के घटने या बढ़ने की उम्मीद करते हैं आप क्या उम्मीद करते हैं घटाएं या बढ़ाएं क्यों तो फ्लैट प्लेट के साथ तरल पदार्थ का निवास या संपर्क समय बढ़ जाता है क्योंकि द्रव कण इन फ्लैट प्लेट के माध्यम से तेजी से बह रहे हैं इसलिए आप अपेक्षा करेंगे कि द्रव को ठोस से समतल प्लेट से अधिक ऊष्मा प्राप्त होगी और इसलिए आप उम्मीद करेंगे कि जब फ्लैट प्लेट में आगे बढ़ेंगे तो ग्रेडिएंट घट जाएगा तो यह x के बराबर है लेकिन y 0 के बराबर है इसलिए हम इसे स्केच कर सकते हैं तो यदि वह प्रोफ़ाइल है तो आइए हम इस स्थान को X1 कहें कोई अन्य स्थान क्योंकि द्रव अब लंबे समय तक प्लेट के संपर्क में रहता है अधिक हीट ट्रांसपोर्ट होती हैं तो आप उम्मीद करेंगे कि प्रोफ़ाइल कुछ इस तरह दिखेगी जहाँ अब ग्रेडिएंट कम हो गया है क्योंकि द्रव कण जो वास्तव में मान लें कि y से ऊपर 0 के बराबर है वे भी तापमान तक पहुंच जाएंगे जो प्लेट तापमान के करीब है इसलिए आप उम्मीद करते हैं कि प्लेट में जाने पर ग्रेडिएंट कम हो जाएगा और इसका सीधा सा मतलब है कि h हीट ट्रांसपोर्ट गुणांक बढ़ेगा क्योंकि आप सीधे हीट ट्रांसपोर्ट गुणांक में कमी में अनुवाद करते हैं ध्यान दें कि यह स्थानीय हीट ट्रांसपोर्ट गुणांक है जब आप वास्तव में प्लेट में जाते हैं तो स्थानीय हीट ट्रांसपोर्ट गुणांक में कमी आती है तो Ts और Tinfinity हमारी मापनीय मात्रा है और हम मान सकते हैं कि वे स्थिरांक हैं और kf द्रव की एक आंतरिक कंडक्टिविटी है यह एक आंतरिक संपत्ति है और हम इसे एक स्थिरांक के रूप में भी मान सकते हैं तो स्पष्ट रूप से हीट ट्रांसपोर्ट गुणांक स्थानीय हीट ट्रांसपोर्ट गुणांक की प्रकृति मुख्य रूप से तापमान ढाल पर y के बराबर 0 पर निर्भर करती है इसलिए इस पूरे अभ्यास को हम कन्वेक्शन विषय में करने जा रहे हैं अनिवार्य रूप से विभिन्न प्रणाली के प्रकार के लिए पता लगाना है यह तापमान ग्रेडिएंट क्या है तो सभी परिमाणीकरण प्रक्रिया अगले व्याख्यानों में विभिन्न प्रकार की ज्योमेट्री के लिए चर्चा करने जा रहे हैं विभिन्न प्रकार के प्रवाह गुण अनिवार्य रूप से यह पता लगाने के लिए हैं कि यह ग्रेडिएंट क्या है यदि हम इस ग्रेडिएंट को जानते हैं तो हम कर चुके हैं क्योंकि यह हीट ट्रांसपोर्ट गुणांक की परिभाषा है और मास्स ट्रांसपोर्ट के लिए एक समान तरीका है अगर हम 0 के बराबर y पर एकाग्रता ग्रेडिएंट जानते हैं तो हम कर चुके हैं तो सिद्धांत रूप में मोमेंटम हीट और मास्स ट्रांसपोर्ट वे सिद्धांत रूप में एक साथ हो सकते हैं तो एक ऐसी प्रणाली हो सकती है जहां आपके पास एक सीमा हो जो उस तरल पदार्थ की तुलना में उच्च तापमान पर बनी रहती है जो इससे पहले बह रही है और कुछ प्रजातियां हो सकती हैं जो एक साथ ठोस चरण से द्रव चरण में जा रही हैं यह उदाहरण के लिए एक झिल्ली की तरह हो सकता है इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण कोलेस्ट्रॉल है जो रक्त परिसंचरण प्रणाली की धमनियों में जमा हो जाता है तो रक्त कोलेस्ट्रॉल वहन करता है तो हम जो भी खाना खाते हैं वह मेरे लिए संसाधित होता है यह छोटी और बड़ी आंत में पोषक तत्वों को निकाला जाता है और इसलिए जिस तरह से पोषक तत्वों को ले जाया जाता है वह रक्त प्रवाह है वे वहां जाते हैं और फिर वे पोषक तत्वों को ले जाते हैं और ये पोषक तत्व रक्त प्रवाह में परिचालित होते हैं जो भी कोलेस्ट्रॉल कण या वसा सामग्री आप खाते हैं जो भी आंत द्वारा अवशोषित होती है यह परिचालित होता है और रक्त प्रवाह में होता है और फिर ये जाकर धमनियों में जमा हो जाते हैं अब आप विपरीत प्रक्रिया कर सकते हैं जहां ठोस चरण में एकाग्रता अधिक है और उदाहरण में तरल चरण कम है जिसे हमने माना है लेकिन कोलेस्ट्रॉल के जमाव में द्रव प्रवाह में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होगी और आपके पास सतह पर कोलेस्ट्रॉल का जमाव है इसलिए यह कुछ चीजों का एक बहुत मजबूत अनुप्रयोग है जिसे हम देखने जा रहे हैं और लोगों ने यह पता लगा लिया है कि कोलेस्ट्रॉल जमाव के लिए मास्स ट्रांसपोर्ट गुणांक क्या है और रक्त में कोलेस्ट्रॉल की सांद्रता के आधार पर एक पूर्ण निदान पर एक मजबूत प्रभाव पड़ता है यह देखना बहुत मुश्किल काम है धमनियों में कितना कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है यह कोई नहीं देख सकता ऐसा करने का कोई सीटू तरीका नहीं है लेकिन कुछ तरीके हैं लेकिन इसे करने का कोई साफ तरीका नहीं है इसलिए यदि हम यह पता लगा सकते हैं कि अनुमानित जन परिवहन गुणांक क्या है और सांद्रता के आधार पर हमें उस दर का अनुमान लगाने में सक्षम होना चाहिए जिस पर कोलेस्ट्रॉल धमनियों में जमा हो रहा है तो यह निर्णय लेने में मजबूत प्रभाव पड़ता है यदि कोई मजबूत कोलेस्ट्रॉल जमा होता है तो चिकित्सा रणनीतियों या किस प्रकार का आक्रामक उपचार करना पड़ता है इसलिए हमने जो कुछ चीजें देखी हैं उनमें से कुछ के लिए बहुत सारे अनुप्रयोग हैं और वास्तव में यह तापमान पर निर्भर करता है आपने अपना हाथ इंफ्रारेड कैमरे के सामने रखा आप देखेंगे कि अलग अलग जगहों का तापमान अलग अलग होता है और यह रक्त प्रवाह के लिए भी सच है तो शरीर के विभिन्न स्थानों का स्थानीय तापमान अलग अलग होगा तो यह एक साथ हीट मास्स और मोमेंटम ट्रांसपोर्ट की तरह होगा तीनों एक साथ घटित हो रहे हैं तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है तो यह एक साथ मोमेंटम हीट और मास्स ट्रांसपोर्ट है अधिकांश वास्तविक प्रणालियों में आप देखेंगे कि यह एक साथ होता है मान लीजिए कि हमारे पास एक मनमानी वस्तु है जहां एक तरल पदार्थ है जो इस वस्तु से बह रहा है अब अगर मैं V को अपस्ट्रीम वेलोसिटी के रूप में परिभाषित करता हूं तो ध्यान दें कि मैं कुछ प्रमुख परिभाषाएं पेश करने जा रहा हूं तो V अपस्ट्रीम वेलोसिटी है तो यह वस्तु को देखने से पहले द्रव का वेग है फिर जब यह वस्तु को देखता है तो जाहिर है कि आपके पास एक सीमा परत एक वेलोसिटी सीमा परत या एक मोमेंटम सीमा परत होगी तो हम कहते हैं कि यह वेलोसिटी सीमा परत है तो यह तीनों आयामों में हो सकता है इसलिए मैंने वेक्टरियल प्रतिनिधित्व के लिए xbar लगाया हैं और किसी के पास एक कंसंट्रेशन सीमा परत हो सकती है और किसी के पास एक थर्मल सीमा परत हो सकती है तो तीनों एक साथ मौजूद रहेंगे और एक तरल पदार्थ है जो किसी वस्तु के पीछे से बह रहा है और हीट और मास्स ट्रांसपोर्ट है जो एक साथ हो रहा है तो थर्मल सीमा परत मोटाई कंसंट्रेशन सीमा परत मोटाई से बड़ी है और यह गति सीमा परत मोटाई से बड़ी है तो अभी आप मान लेते हैं कि थर्मल बाउंड्री लेयर की मोटाई कंसंट्रेशन बाउंड्री लेयर से बड़ी है और यह मोमेंटम बाउंड्री लेयर से बड़ी है हम इसे बाद में दिखाएंगे हमें बाद में दिखाया जाएगा कि ऐसा क्यों है वास्तव में गवर्निंग इक्वेशन्स से यह नतीजा निकलेगा कि वास्तव में ऐसा ही है तो अब सवाल यह है कि हम इस प्रक्रिया को कैसे मापें तो ध्यान दें कि पाठ्यक्रम का उद्देश्य इन विभिन्न हीट और मास्स ट्रांसपोर्ट प्रक्रियाओं को मापना है तो अगर वे एक साथ घटित हो रहे हैं तो उन्हें कैसे मापें हम कैसे पाते हैं मेरा क्या मतलब है जब कंडक्शन की बात आई तो परिमाणीकरण कहने से हमारा क्या तात्पर्य था हाँ आपने शासी समीकरण लिखा है र तापमान प्रोफ़ाइल प्राप्त करें तापमान प्रोफ़ाइल प्राप्त करें इसलिए जब आप परिमाणीकरण कहते हैं तो आपको x y के फलन के रूप में तापमान प्रोफाइल की आवश्यकता होती है और आपको x और y के फंक्शन के रूप में एकाग्रता प्रोफाइल की आवश्यकता है और आपको x और y के कार्य के रूप में वेलोसिटी प्रोफाइल की आवश्यकता है और आपके पास दो कॉम्पोनेन्ट हैं यदि यह आपके पास एक 2D प्रणाली है तो दो वेलोसिटी कॉम्पोनेन्ट u और v हैं यह x कॉम्पोनेन्ट वेलोसिटी है और v y कॉम्पोनेन्ट वेलोसिटी है तो अगर हम इन सभी को जानते हैं तो आपका काम हो गया क्योंकि इसका उद्देश्य dT को dy द्वारा ज्ञात करना है यही हमें खोजने की जरूरत है हमें dT by dy ज्ञात करना है यह आपको हीट ट्रांसपोर्ट गुणांक dCA by dy y के बराबर 0 पर देगा यह आपको मास्स ट्रांसपोर्ट गुणांक देगा और du बाय dy यह क्या देता है du बटा dy एट y बराबर 0 यह क्या देता है विस्कोसिटी का गुणांक नहीं यह विस्कोसिटी का गुणांक नहीं है र शियर स्ट्रेस यह आपको घर्षण गुणांक देता है यदि आप इन तीन ग्रेडिएंट्स को जानते हैं तो आपने वास्तव में परिमाणित किया है या आपने 3 सीमा परतों के विशिष्ट गुणों की पहचान की है जिसका अर्थ है कि हमने इन तीन परिवहन प्रक्रियाओं के विशिष्ट गुणों की पहचान की है जो एक साथ हो रही हैं उन्हें खोजने के लिए हमें u और v के लिए लिखना होगा हमें x मोमेंटम संतुलन लिखना होगा हमें y मोमेंटम संतुलन लिखना होगा हमें एनर्जी संतुलन लिखना होगा और हमें मास्स संतुलन लिखना होगा तो ये चार संतुलन हैं जिन्हें हमें लिखना है और निश्चित रूप से निरंतरता समीकरण को संतुष्ट करना होगा तो ये पांच अलग अलग टुकड़े हैं जिन्हें हमें लिखना है तो यह अनिवार्य रूप से ये समीकरण हैं जो तापमान कंसंट्रेशन और वेलोसिटी के प्रोफाइल को करेंगे तो मान लीजिए कि मैं कि यह एक स्थिर अवस्था प्रक्रिया है मैं मानता हूं कि स्थिर राज्य प्रक्रिया और अगर मुझे लगता है कि गुण स्थिर हैं तो यह एक बुरी धारणा नहीं है अगर मुझे लगता है कि गुण स्थिर हैं और अगर मैं इसे एक इंसोम्प्रेसिब्ल तरल मानता हूं इसलिए हम इस पाठ्यक्रम में कम्प्रेशन द्रवों पर विचार नहीं करेंगे एक उन्नत ट्रांसपोर्ट पाठ्यक्रम है तो कंप्रेसिबल द्रवों से संबंधित कुछ मुद्दों और कंप्रेसिबल द्रव प्रणालियों की मात्रा का निर्धारण उस पाठ्यक्रम में किया जाएगा तो यह कोर्स मान लेगा कि सारा द्रव इंसोम्प्रेसिब्ल है तो इसलिए हमें X मोमेंटम संतुलन लिखने की जरूरत है तो वे सभी प्रक्रियाएं क्या हैं जिनके होने की संभावना है इसलिए याद रखें कि जब भी आप बैलेंस लिखते हैं तो आपको उस समस्या में होने वाली व्यक्तिगत प्रक्रियाओं की पहचान करनी चाहिए और फिर आपको पता चलता है कि गणितीय निरूपण क्या है और फिर उस पर चिह्न लगाएं बेशक आप इसे शेल बैलेंस लिखकर कर सकते हैं इसे करने का कठोर तरीका है लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि गैर कठोर तरीका क्या है अन्यथा आपको नहीं पता कि हमने आपके शेल बैलेंस में कोई गलती की है आपको यह भी पता होना चाहिए कि इसे करने का गैर कठोर तरीका क्या है तो यहां होने वाली विभिन्न प्रक्रियाएं क्या हैं आइए हम मोमेंटम संतुलन में कहें तो केवल दीवार ही क्यों विभिन्न द्रव तत्वों के बीच शियर स्ट्रेस हो सकता है तो सामान्य तौर पर शियर स्ट्रेस शियर स्ट्रेस का गणितीय निरूपण क्या है म्यू इंटो डेल स्क्वायर तो यह होगा डेल स्क्वायर u अगर यह एक x कॉम्पोनेन्ट मोमेंटम संतुलन है तो ध्यान दें कि u x कॉम्पोनेन्ट वेलोसिटी है u x की कॉम्पोनेन्ट वेलोसिटी है और v y की कॉम्पोनेन्ट वेलोसिटी है र प्रेशर ग्रेडिएंट प्रेशर ग्रेडिएंट क्योंकि यह मजबूर प्रणाली है आप तरल पदार्थ पंप कर रहे हैं वे वस्तु के पिछले प्रवाह के लिए द्रव को पंप कर रहे हैं तो एक प्रेशर ग्रेडिएंट होनी चाहिए अन्यथा कोई प्रवाह नहीं है प्रेशर ग्रेडिएंट शून्य है कोई प्रवाह नहीं है र ग्रेविटी ग्रेविटी बल इसलिए शास्त्रीय साहित्य में इसे शरीर बल कहा जाता है तो सभी ग्रेविटी को शरीर बलों में जोड़ा जाएगा हो सकता है कि इस शब्द को न सुना हो लेकिन जो है वही इसे कहते हैं इसे शरीर बल कहते हैं क्या चीज छूट रही है आपने नेवियर के स्टोक्स समीकरण को देखा है कन्वेक्शन मोमेंटम तो क्या आपके पास कन्वेक्शन हैं तो यह अनिवार्य रूप से अलग अलग शब्द हैं जो आप अपने नेवियर के स्टोक्स समीकरण में देखेंगे जिसका आपने अध्ययन किया था इसलिए यदि हम उन सभी को एक साथ रखते हैं तो मोमेंटम कन्वेक्टीव मोमेंटम पद का गणितीय निरूपण क्या है rho vv तो वहाँ rho होगा अगर मैं इसे खोलता हूँ तो do u by do u x प्लस v इंटो do u by do y तो वह x दिशा में मोमेंटम है वह y दिशा में मोमेंटम है और यह दबाव बलों के बराबर होना चाहिए माइनस dp बटा dx प्लस शियर टर्म होगा यह mu इंटो डेल स्क्वायर u प्लस जो भी बॉडी फोर्स होगा तो xdot शरीर बल है एक नेवियर स्टोक्स से शुरू करके एक ही अभिव्यक्ति प्राप्त कर सकता है आप शेल बैलेंस से शुरू कर सकते हैं मेरा मतलब है नेवियर स्टोक्स किसी भी तरह से आप शेल बैलेंस से प्राप्त कर सकते हैं तो आप शेल बैलेंस से शुरू कर सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं और आप देखेंगे कि आपको यह मिल जाएगा आप नेवियर स्टोक्स से शुरू कर सकते हैं आप अनुमानों या धारणाओं को लागू करते हैं आपको अभी भी वही अभिव्यक्ति मिलनी चाहिए और तीसरा तरीका यह है कि आप केवल विभिन्न प्रक्रियाओं की पहचान करें जो इसमें शामिल हैं उसके अनुरूप गणितीय व्यंजक क्या है और सही चिह्न लगाएं क्योंकि आप जानते हैं कि क्या हो रहा है मान लीजिए कि द्रव इस दिशा में आगे बढ़ रहा है इसलिए यदि मैं इस दिशा को सकारात्मक लेता हूं तो कन्वेक्शन द्रव को x के बराबर 0 से x के बराबर L के बराबर ले जा रहा है तो हम कहें कि क्या यह मेरा सकारात्मक शब्द है और dP by dx होना चाहिए तो आप जान जाते हैं कि आपकी सकारात्मक दिशा क्या है तो बाकी सब ठीक हो जाता है शियर स्ट्रेस का उद्देश्य क्या है यह प्रवाह को ढंग से मंद करने वाला है लेकिन द्रव की परतों के बीच घर्षण होने वाला है और यही कारण है कि शियर स्ट्रेस यहां आता है और शरीर बल दूसरे पर आ जाएगा तो इसे लगाना बहुत आसान है तो एक अच्छा अभ्यास यह होगा कि आप नेवियर स्टोक्स समीकरण पर वापस जाएं जो आपको ट्रांसपोर्ट पाठ्यक्रम में प्राप्त हुआ था और इसे देखें कि अलग अलग शब्द क्या हैं और संकेत वास्तव में अलग अलग शब्दों को अलग अलग स्थानों पर आने के लिए कैसे मजबूर करता है समीकरण इससे आपको यह पहचानने में मदद मिलेगी कि यदि आप इनमें से प्रत्येक शब्द के लिए संकेत देते हैं तो क्या संकेत होना चाहिए इसलिए आपको अपने आप को यह विश्वास दिलाना चाहिए कि विभिन्न प्रक्रियाएं क्या हैं इसके आधार पर आपको अलग अलग संकेत देने होंगे यदि आप शेल बैलेंस को देखते हैं तो साइन स्वाभाविक रूप से गिर जाता है क्योंकि आपने शेल बैलेंस को लिखते समय संकेतों का हिसाब लगाया होगा और आपको खुद को यकीन दिलाना चाहिए कि ये संकेत क्या हैं तो यह संतुलन लिखने का एक त्वरित तरीका है श्रमसाध्य तरीका शेल बैलेंस लिखना है और मध्यवर्ती तरीका नेवियर स्टोक्स से शुरू करना है तो यह एक्स कॉम्पोनेन्ट मोमेंटम बैलेंस है इसी तरह हम y कॉम्पोनेन्ट मोमेंटम लिख सकते हैं जो होगा rho u dv by dx plus v dv by dy जो कि y दिशा में प्रेशर ग्रेडिएंट को घटाकर mu del स्क्वायर v प्लस ydot के बराबर है अगर मुझे लगता है कि y बिंदु y दिशा में शरीर बल है तो वह y कॉम्पोनेन्ट मोमेंटम बैलेंस है